Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur Lecture 32 First order circuits Contd Refer Slide Time 0020 तो बस उस v0 ut को देखो है जो पहले ही बता चुके है कि इसका प्रतिनिधित्व कैसे किया जा सकता है यह v0 ut है यह सही है और स्टेप यूनिट फंक्शन ने के लिये t 0 दिया है कि ut 0 है और यह है कि यदि यह 0 से अधिक है तो n t बड़ा है 0 से n ut 1 है तो इसका मतलब है जब इस स्थिति में स्विच ने सिर्फ 1 और 2 को समझाया है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है इसका मतलब है v12 आउटपुट वोल्टेज जो कुछ भी है वह 0 सही है और वह है और दूसरी बात यह है कि यदि स्विच इस स्थिति से t 0 पर उस स्थिति में चला जाता है तो उस समय n v12 v0 यानी v t दाएँ और v0 Refer Slide Time 0058 तो यह सब यहाँ समझाया गया है Refer Slide Time 0103 इसी तरह धारा स्रोत के लिए यदि इसे ले हमारा मतलब है कि अगर एक धारा स्रोत लें जो कि i 3 ut और उसके समकक्ष सर्किट को दिखाया गया है यह i 3 ut है तो स्टेप यूनिट फ़ंक्शन को समझाया है कि इसके लिये t 0 वह isut 0 और t 1 क्षमा करें t 0 वह ut 1 इसलिए इस स्थिति में स्विच करते समय जो कुछ भी इस आंकड़े में t 0 पर दिखाया गया है वह है ut 0 के बराबर t पर खुला लेकिन जब स्विच इस स्थिति में होता है जो t 0 होता है तो उस स्थिति में यह खुला होता है इसका मतलब है i t 0 है ना और जैसे ही स्विच इस स्थिति से उस स्थिति में जाता है हमारा मतलब है अगर स्विच इस से उस स्थिति में जा रहा है इसका मतलब है अगर यह यहां जुड़ा हुआ है और यह फिर से नहीं है तो उस समय i t i 3 सही है तो यह i 3 ut right का अर्थ है इसका मतलब है कि इसक़े लिय t 0 होगा ut 0 और t t 0 कि ut 1 वह इकाई चरण कार्य करता है तो हमार मतलब है कब हल होगा ये कि DC उस समय क्षणिक समस्याओं पर इस तरह के स्रोत पर विचार करेगा जैसे कि v ut या i ut बाद में सही होगा तो i0 ut का अर्थ इस प्रकार है तो यह विचार है n इस तरह से चल रहा है यदि सर्किट का प्रतिनिधित्व करता है यदि स्रोत वोल्टेज स्रोत या वर्तमान स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है तो यूनिटस्टेप फ़ंक्शन से गुणा करके उस समय सर्किट को कैसे हल किया जाएगा यह पता चलेगा कि यह कैसे व्यवहार करता है ठीक है तो यह है हमार हम इसे स्पष्ट कर दे तो यह धारा स्रोत का प्रतिनिधित्व है Refer Slide Time 0252 अब अगला वह इकाई आवेग कार्य है दरअसल भौतिक रूप से इकाई आवेग कार्य आदर्श स्रोतों वोल्ट आदर्श स्रोतों या रेसिस्टेंन्स की तरह है जो भौतिक रूप से इकाई में साकार नहीं होता है लेकिन यह सर्किट विश्लेषण के लिए एक बहुत ही मजबूत गणितीय उपकरण है यह केवल इकाई चरण ut फ़ंक्शन का व्युत्पन्न को अनंडरलाइन करेगा जो इकाई आवेग फ़ंक्शन है Refer Slide Time 0319 अब गणितीय रूप से इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है Δ t का प्रतिनिधित्व करता है कि इकाई आवेग सही कार्य करता है तो यह इकाई आवेग कार्य है तो Δ t d t का ut यह है 0 के 0 यह t 0 है यह अपरिभाषित है और t 0 फिर से यह 0 है ठीक है तो यह वास्तव में कॉल है यह यूनिट इंपल्स फंक्शन की सही परिभाषा है तो इसे कभी कभी फ़ंक्शन के रूप में भी जाना जाता है इसमें एक खोज में इस इकाई आवेग फ़ंक्शन को फ़ंक्शन भी कहा जाता है Refer Slide Time 0359 और यह चित्र में दिखाया गया है कि यह एक t है और यह बताता है कि यह 0 है समय 0 है और यह t है यह 1 खोजें कि यह 1 को चिह्नित कर रहा है इसका मतलब है कि इकाई क्षेत्र 1 सही है यानी ये मज्बुत है उस अधिकार के बाद बहुत बाद में देखेंगे ऐसा हो सकता है लेकिन यह इकाई आवेग कार्य है प्रतिनिधित्व सही है और यह 1 बाद में देखेगा कि यह इकाई क्षेत्र है इसे इकाई की ताकत कहा जाता है आवेग फंक्शन कुछ ही मिनटों के बाद दिखाई देगा Refer Slide Time 0429 तो परिणामस्वरूप विद्युत परिपथ में आवेग वोल्टेज और धाराएँ होती हैं हमारा मतलब है अगर यह भी अनुभव किया जा सकता है कि विद्युत सर्किट में आवेग वोल्टेज और धाराएं स्विचिंग ऑपरेशन या आवेग स्रोतों के सही होने के परिणामस्वरूप होती हैं आदर्श स्रोत आदर्श अवरोधक आदि की तरह इकाई आवेग कार्य भौतिक रूप से सही नहीं है लेकिन यह गणितीय उपकरण के लिए बहुत उपयोगी है तो इसका मतलब है भोतिक रूप से यह एक है कहें कि क्या यह साकार नहीं है लेकिन यह विभिन्न सर्किट के विश्लेषण के लिए एक बहुत ही उपयोगी गणितीय उपकरण है तो हालांकि मुझे इसे स्पष्ट करने दें Refer Slide Time 0525 तो इकाई आवेग को एक लागू किय गया या परिणामी इम्पल्स के रूप में माना जा सकता है और इकाई क्षेत्र की एक बहुत ही कम अवधि की पल्स के रूप में देखा जा सकता है गणितीय रूप से वास्तव में उस एकीकरण को 0 to 0 t d t 1 पर स्विच करने से ठीक पहले व्यक्त कर सकते हैं Refer Slide Time 0538 यह एरिया कॉल है यह गणितीय रूप से हो सकता है इसे 0 से 0 Δ t d t 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यह इकाई आवेग कार्य है लेकिन यह क्षेत्र 1 t 0 है t 0 से ठीक पहले और t 0 समय के ठीक बाद का समय है 0 के बराबर है तो यह याद रखना होगा कि 0 से 0 t t dt 1 का एकीकरण यह समीकरण 35 है Refer Slide Time 0605 लेकिन इस कारण से 1 लिखने की प्रथा है इकाई क्षेत्र 1 वह आंकड़ा जो हमने यहां बताया था यह इस आंकड़े में है यह 1 है इसका मतलब है कि यह इकाई क्षेत्र को दर्शाता है तो लेकिन देखें कि यह कैसा है इस कारण से 1 लिखने की प्रथा है जो कि इकाई क्षेत्र को दर्शाता है जैसा कि चित्र 30 में दिखाया गया है इकाई क्षेत्र को आवेग समारोह की ताकत के रूप में जाना जाता है और जब एक आवेग समारोह में एक शक्ति o r n एकता होती है तो आवेग का क्षेत्र बराबर होता है यह शक्ति सही है तो वास्तव में इकाई आवेग समारोह का क्षेत्र जो वास्तव में ताकत ठीक है हमने यहीं रेखांकित करने के लिए यहां रेखांकित किया है इसलिए उदाहरण के लिए एक आवेग कार्य है यहां यहाँ कहते हैं Refer Slide Time 0648 8 Δ t जैसे आवेग फलन का क्षेत्रफल 8 Δ t है इसी तरह 4 Δ t 2 8 Δ और 4 का एक आवेग कार्य कहलाते हैं यहाँ दिखाया गया है तो यह 8 Δ t है तो यह Δ t है इसलिए यह समय 0 है तो यह इसे 8 Δ t लिख सकता है अब 4 t Δ के लिए Δ t 2 के लिए जो t 2 है ठीक है तो इसकी शुरुआत यहीं से होगी यह 4 Δ t 2 है यह सिर्फ एक आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया है और इसी तरह - 4 t - 2 तो t 2और यह है तो यह है 4 Δ t 2 यह आवेग समारोह का प्रतिनिधित्व है इस मामले में यह ताकत 8 है इस मामले में ताकत 4 है इस मामले में भी ताकत 4 है ठीक है तो हम इसे स्पष्ट कर दे तो यह 3 आवेग कार्य है जो हमनें अभी दिखाया है Refer Slide Time 0754 अतः आवेग फलन r फलन को प्रभावित करता है और इसे स्पष्ट करने के लिए आइए हम समाकलन का मूल्यांकन करें हमारा मतलब है कि यह प्रभावित करता है कि आवेग कार्य o r फ़ंक्शन को भी प्रभावित करता है Refer Slide Time 0804 उदाहरण के लिए उस एकीकरण को α से ft Δ t t0 dt दाएं ले जाएं अब t0 α और β के बीच में स्थित है चूंकि Δ t t0 0 को छोड़कर क्योंकि t t0 पर यह अपरिभाषित है फिर यह t 0 0 जो कुछ भी 0 0 दिया गया है लेकिन t 0 पर यह अपरिभाषित है लेकिन यहां Δ t t0 ले रहे हैं तो यह 0 है लेकिन t t0 को छोड़कर तो t t0 को छोड़कर इंटीग्रेट 0 है क्योंकि यह अपरिभाषित है इसलिए α से ft Δ t t0 dt लिख सकते हैं Δ t t0 0पर लिख सकते हैं क्योंकि t पर t0 के बराबर है इसके अलावा t t0 0 t0 t0 को छोड़कर इसलिए a t t0 α β यह f t0 Δ t t0 d t है या बराबर है यह f t0 बाहर आएगा यह यहीं है n एकीकरण α से Δ t t0 d t बस मुझे थोड़ा ऊपर जाने दें Refer Slide Time 0922 तो यहाँ अब यह है यह ठीक बाहर आया है तो α से Δ t t0 d t f t0 क्योंकि यह वास्तव में उस क्षेत्र को लेता है वह एकता 1 सही तो वह f t0 इसलिए α से f t Δ t t0 d t f t0 तो यह समीकरण 36 सही है इसका मतलब है कि हम थोड़ा ऊपर जाना चाहियें Refer Slide Time 0557 इसका मतलब है कि यह समीकरण 36 वास्तव में यह समीकरण है यह समीकरण है यह समीकरण है यह समीकरण 36 है यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एक फ़ंक्शन आवेग फ़ंक्शन के साथ एकीकृत है फ़ंक्शन का मान उस बिंदु पर प्राप्त करें जहां आवेग फ़ंक्शन आवेग सही होता है आवेग समारोह की यह संपत्ति बहुत उपयोगी है और इसे सेम्प्लिंग गुण या संपत्ति को स्थानांतरित करने के अधिकार के रूप में जाना जाता है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है तो लेकिन इस पाठ्यक्रम में थोड़ा ही सही अध्ययन करेंगे सिग्नल और नेटवर्क जैसे पाठ्यक्रम में अधिक चीजें उपलब्ध हैं है ना यह अलग बात है लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ सीखेगे थोड़ा बहुत कुछ सीखेगे तो हम इसे स्पष्ट कर दे Refer Slide Time 1050 अब इसलिए t0 के बराबर 0 के बराबर एक विशेष केस t पर विचार करें n समीकरण 36 इसका मतलब है कि यह समीकरण यदि t यहाँ बराबर है तो यह t0 0 है यहाँ यह t0 0 है यदि t0 0 n यह 0 0 के बीच में होगा 0 f0 Δ t dt f0 तो यहाँ इसी तरह इसका मतलब है यदि t t0 0 है तो n यह 0 से 0 एकीकरण f t d t f t Δ t d t होगा और वह f0 है क्योंकि यह केवल हम इसे बना रहे है यह एक f0 n एकीकरण 0 - से 0 0 Δ t d t है और यह हिस्सा एकता को दर्शाता है तो यह f0 सही हो गया है तो हम इसे स्पष्ट कर दे तो यह सब आवेग फ़ंक्शन के बारे में है यह सिर्फ इस चीज़ की पूर्णता के लिए है बस हमने इसका उपयोग किया है Refer Slide Time 1150 सिंग्लुरिटी फ़ंक्शन में कई o r हैं लेकिन कुछ उदाहरण रैंप फ़ंक्शन के लिए आएंगे तो यूनिट रैंप फ़ंक्शन इस मामले में यूनिट रैंप फ़ंक्शन rt को यूनिट स्टेप फ़ंक्शन ut को एकीकृत करके प्राप्त किया जा सकता है Refer Slide Time 1206 यदि सिंग्लुरिटी स्टेप फ़ंक्शन को एकीकृत करें तो rt अन्न्त को t ut d t t ut लिख सकते हैं तो rt t वास्तव में 0 के लिये t 0 के बराबर और rt t के लिए 0 के बराबर से बड़ा है इसीलिए अनंत से t ut d t बराबर t ut है यह समीकरण 38 है इस समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है वह rt 0 ort बराबर 0 और t के लिये t 0 से बड़ा या बराबर यह समीकरण 39 है यह वह है यह यूनिट स्टेप फंक्शन का एकीकरण है यानी एक रैंप फंक्शन की जरूरत है Refer Slide Time 1251 तो एक रैंप एक ऐसा फ़ंक्शन है जो स्थिर दर पर बदलता है तो मूल रूप से यह सीधी रेखा का समीकरण है तो t के नकारात्मक मानो के लिए इकाई रैंप फ़ंक्शन इकाई 0 है और t के सकारात्मक मानो के लिए एक इकाई ढलान है Refer Slide Time 1307 तो चित्र 32 इकाई रैंप फ़ंक्शन को दर्शाता है इसका मतलब है t के नकारात्मक मानो के लिए यह वह है जो इस तरह की प्लॉट है यह इस तरह की प्लोटिंग कर रहे है तो t का ऋणात्मक मान 0 है और t के धनात्मक मान के लिए इसे दिखाया गया है और यह इकाई है यह भी 1 सही है तो यह एक इकाई चरण है रैंप फ़ंक्शन Refer Slide Time 1335 तो अगला यूनिट रैंप फ़ंक्शन उन्नत या विलंबित हो सकता है है ना पहले भी यदि ऐसा है तो t0 में यह समय t0 से उन्नत हो सकता है या समय t0 से विलंबित हो सकता है उन्नत इकाई रैंप फ़ंक्शन के लिए यह उन्नत rt t0 के लिए है यानी यदि यह 0 है यदि t बराबर t0 है और यह t t0 है यदि t बराबर t0 से बड़ा है तो यह समीकरण 40 है है ना Refer Slide Time 1401 तो अगर यह सही प्लॉट है तो अग्रिम इकाई रैंप फ़ंक्शन दिखाता है तो rt t0 तो यह यहाँ होगा यह हमारा t t0 t बराबर है urt0 के लिए और यह है t0 1 और यह अंतर हमारा मतलब केवल दूरी है केवल इस अंतर को दूर करें वास्तव में यह अंतर वास्तव में 1 है बस इसे 1 की लंबाई दें और यह भी 1 है इसलिए यह ऊंचाई भी 1 है इसलिए ढलान भी 1 है यह उन्नत इकाई रैंप फ़ंक्शन है यह उन्नत इकाई रैंप फ़ंक्शन है है ना और यह बिंदु है t0 1 तो यह है t0 इस पक्ष को लेने पर ऋणात्मक आएगा लेकिन दूरी 1 t0 ourt0 1 सही है तो यह मूल रूप से है t0 t0 1 तो इसे रद्द कर दिया जाएगा 1 क्योंकि यह नकारात्मक अक्ष पर समय अक्ष के नकारात्मक पक्ष पर है लेकिन दूरी 1 सही है तो हमें इसे स्पष्ट करने दें इसलिए यह है यूनिट रैंप फ़ंक्शन t0 द्वारा उन्नत है Refer Slide Time 1514 अब अगर इसमें देरी हो रही है अगर उसके लिए अगर वह देरी से रैंप फंक्शन करती है तो n यह rt t0 होगा है ना इसका मतलब यह है 0 किला t0 और यह t t0 के लिये t t0 सही है तो यह आंकड़ा 34 विलंबित इकाई रैंप फ़ंक्शन को दर्शाता है यह विलंबित इकाई रैंप फ़ंक्शन सही है Refer Slide Time 1531 तो यह t0 से शुरू हो रहा है और यह दूरी फिर से 1 सही है t0 1 t0 1 यह 1 तो यूनिट रैंप फ़ंक्शन और यह rt t0 यह t0 द्वारा विलंबित यूनिट रैंप फ़ंक्शन का प्लॉट है इसका मतलब है जब इसमें देरी होती है तो यह दाईं ओर t0 के बराबर t होगा जो कि पहले समन्वय के साथ है और वह कब है या यहाँ से शुरू हो रहा है लेकिन यह होगा t0 यह 0 है इसी तरह जब यह उन्नत होता है तो यह आ रहा है यह कहीं से t t0 दाएं से शुरू हो रहा है तो यह यूनिट रैंप फ़ंक्शन है जो t0 द्वारा विलंबित है Refer Slide Time 1620 तो अगला है इसलिए हालांकि इस बिंदु पर कई और सिंग्लुरिटी फ़ंक्शन हैं लेकिन इस पाठ्यक्रम में केवल पूर्णता के लिए थोड़ा सा सिर्फ इस 3 अलग अलग कार्यों का स्वाद सही दिया है केवल इंपल्स फंक्शन यूनिट स्टेप फंक्शन और रैंप में रुचि रखते हैं ध्यान दें कि 3 सिंग्लुरिटी फ़ंक्शन आवेग चरण और रैंप इसी तरह डीफ्फरेसीएनशन से संबंधित हैं Refer Slide Time 1646 तो अगर देखे कि कि Δ t d ut का d t दाएं से विभेदन है इसी तरह ut भी रैम्प फंक्शन d rt का d t या एकीकरण द्वारा या ut होगा t Δ t d t से अनंत तक विभेदन है और इसी तरह रैंप फ़ंक्शन के लिए rt अनंत से t ut d t दाएँ यदि यह Δ t ut और ut का विभेदन rt का विभेदन है लेकिन o r तरीका यदि हम इसको एकीकृत करना है तो यह है t Δ t d t का अनंत और rt होगा t ut d t का अनंत यह 42 है और यह समीकरण 43 है ठीक है तो अगला 1 या 2 सरल उदाहरण लें Refer Slide Time 1741 यह दिया गया है कि वोल्टेज पल्स को चित्र 35 में व्यक्त करें यह चित्र 35 है इकाई चरण के संदर्भ में यह निर्धारित करता है कि यह व्युत्पन्न है और इसे स्केच करें तो ऐसा लगता है कि यह वास्तव में एक गेट फ़ंक्शन है यह एक गेट फ़ंक्शन है वास्तव में समय t 3 सेकंड और वास्तव में विचार इस प्रकार है यह ग्राफ इस प्रकार है तो यह एक वोल्टेज पल्स है इसलिए समय t 3 पर इसे चालू किया जाता है और समय t 6 कहते हैं यह बंद हो जाता है तो यह एक गेट फंक्शन है यानी देखना होगा कि यह वोल्टेज यह v t है और यह वोल्टेज 10 वोल्ट सही है तो v t मूल रूप से यह इकाई चरण फलन का एक फलन है तो t 3 पर दूसरा मान लें कि इसे स्विच ऑफ कर दिया गया है और t 6 को स्विच ऑफ कर दिया गया है और यह गेट फंक्शन है तो कैसे मिलेगा इसे हमे स्पष्ट करने दे Refer Slide Time 1834 तो ये सब बातें इसलिए सही लिखी गई हैं इसलिए हम जो कुछ कह रहे है Refer Slide Time 1839 तो यह एक गेट फंक्शन है की t 3 सेकेंड पे यह स्विच ऑफ है और टी 6 सेकेंड t 3 सेकेंड पर यह स्विच पर स्विच कर रहा है या t 3 सेकेंड पर स्विच कर रहा है यह है कि यह 3 सेकेंड के बराबर t पर स्विच करता है और स्विच ऑफ करता है t 6 सेकंड के बराबर इसका मतलब है कि इसमें 2 यूनिट स्टेप फंक्शन्स का योग है जैसा कि चित्र 36 में दिखाया गया है तो आइए देखें कि यह कैसा है Refer Slide Time 1911 तो अब जब यह स्विच ऑन कर रहा है तो मान 10 वोल्ट दिया गया है v t सही है यह 10 वोल्ट है तो जब यह t 3 पर स्विच कर रहा होता है तो यह वास्तव में 10 ut 3 होगा ठीक है और जब इसे t 6 सेकंड पर स्विच ऑफ किया जाता है तो यह होगा 10 ut 6 ठीक तो इसे चालू करने के समय 10 ut u 3 दाएँ होगा और t पर 6 सेकंड के बराबर स्विच करने के समय यह होगा 10 ut 6 अब यदि हम इसका मतलब है यह फ़ंक्शन वास्तव में यह फ़ंक्शन है यह गेट फ़ंक्शन वास्तव में 2 इकाई चरणों का योग एक फ़ंक्शन है जो कि यह एक प्रतीक है यहाँ है हमने इसे सही बनाया है यह एक समान है इसका मतलब है यह कर सकता है इसका मतलब है गणितीय रूप से अगर इस तरह लिखें यह 10 ut 3 10 ut 6 होगा क्योंकि अगर यह एक है यह फ़ंक्शन यह फ़ंक्शन जो चित्र 35 है यह फ़ंक्शन यह फ़ंक्शन 2 इकाई चरण फ़ंक्शन के यह फ़ंक्शन यह फ़ंक्शन यह से 2 इकाई चरण फ़ंक्शन यह से 2 चरण फ़ंक्शन के योग के रूप में से 2 चरण है तो इस मामले में यह गेट फ़ंक्शन का अपघटन है यह एक और यह एक Refer Slide Time 2030 अतः यदि अभी निरूपित करें v t बराबर है तो यह 10 ut 3 अर्थात् हमारा होगा यह एक 10 ut 6 इसका मतलब है यह 10 ut 3 10 यूटी 10 होगा सामान्य ut ut ut 6 लें यह उस गेट फंक्शन के v t का प्रतिनिधित्व है Refer Slide Time 2050 और अगर इस एक d v के व्युत्पन्न को d t द्वारा लिया जाता है तो यह व्युत्पन्न होगा तो यह Δ फ़ंक्शन होगा जो आवेग कार्य है यह 10 Δ t 3 Δ t - 6 होगा यहां देखा है कि Δ फ़ंक्शन u का व्युत्पन्न और एक इकाई स्टेप फंक्शन रैंप का व्युत्पन्न है इसलिए यदि इस एक का अवकलज लें यदि इस एक d v का d t 10 से अवकलज लें तो इकाई फलन का अवकलज लेने पर यह Δ t 3 होगा यह फंक्शन Δ t 3 Δ t 6 होगा और अब यदि v को d t द्वारा स्केच किया जाता है तो यह एक फ़ंक्शन है तो t 3 पर इसकी ताकत 10 है तो यह 10 होगा और t 3 सेकंड पर इसे प्लॉट किया जाता है कुछ नहीं t के बराबर 6 है यानी 10 यह t पर t के बराबर 6 है - 10 है तो यह 10 है यह है - 10 इसे सही प्लॉट किया गया है तो क्योंकि यह 10 Δ t - कि ताकत 10 है ठीक है तो इस तरह से कोई उस गेट फंक्शन को प्लॉट कर सकता है और यह चीजें बहुत सरल हैं हम बता दें कि आउटिंग बहुत सरल हैं Refer Slide Time 2212 तो एक और बात यह होगी कि यह आंकड़ा इस तरह है कि यह एक सॉटोथ फ़ंक्शन दिखाता है इस फ़ंक्शन को सिंग्लुरिटी फ़ंक्शन के संदर्भ में व्यक्त करें यह एक सॉटूथ फ़ंक्शन सही दिया गया है तो यह मूल रूप से एक रैंप फंक्शन है और दूसरी बात यह है कि यह एक गेट फंक्शन सही है तो यह एक ढलान है यह यह ऊंचाई है यह ऊंचाई है यह 12 सही है और यह यहां से यहां तक है यह 3 है तो यह ढलान है 12 बटा 3 4 इस सीधी रेखा के लिए ढलान 4 सही अब हम इसे स्पष्ट कर दे तो इसका प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे vt राइट का प्रतिनिधित्व कैसे करेगा Refer Slide Time 2255 तो एक करीबी अवलोकन से पता चलता है कि v t एक रैंप फ़ंक्शन का गुणन है यह एक रैंप फ़ंक्शन है और गेट फंक्शन और गेट फंक्शन के रूप में एक और चीज और यह t 3 पर है मान लीजिए t 3 पर यह है कि हमारा यह रैंप पर जा रहा है और t 3 पर स्विच ऑफ है ठीक तो चित्र 38 के एक करीबी अवलोकन से पता चलता है कि v t एक रैंप फ़ंक्शन और एक गेट फ़ंक्शन का गुणन है Refer Slide Time 2322 तो रैंप फ़ंक्शन कि ढलान 4 है हमने बताया कि यह रैंप फ़ंक्शन का ढलान 4 है इसलिए v t यह होगा कि यह 4 t होगा n यह ut ut 3 होगा इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ढलान 4 है ढलान 4 है और यह रैंप फ़ंक्शन और गेट फ़ंक्शन का गुण है तो यह होगा ढलान 4 है इसलिए और एक रैंप फ़ंक्शन है मूल रूप से यह मूल ओर से गुजरने वाली एक सीधी रेखा है तो इसका मतलब है कि इस सीधी रेखा का समीकरण होगा v t इस सीधी रेखा के लिए केवल v t 4 t ठीक और n जिसका अर्थ है 4 t ut और - कि ut 3 का प्रतिनिधित्व कर सकता है मान लीजिए कि इस बिंदु पर यह स्विच ऑफ है तो 4 t ut 4 t ut 3 तो इस मामले में हमारा मतलब है कि यह बिल्कुल समझ में आता है यह ढलान 4 ढलान है 4 उस सीधी रेखा का समीकरण 4 t है और t 3 सेकंड पर मान लीजिए कि कुछ बंद हो गया है तो यह 4 टी यूटी 4 टी यूटी 3 दाएं होगा तो वह 4 t ut ut - 3 है अतः इसे गुणा करें तो यह 4 t ut 4 t ut - 3 होगा Refer Slide Time 2438 अब यह एक यह t यह t लिख सकता है यह t 3 t 3 3 है ठीक है th लिख सकते हैं यह 4 rt है 4 rt जैसा है तो 4 t 3 ut 3 और यह है तो 12 यह ut 3 है तो यह is 4 rt 4 t ut 3 12 ut 3 है वह यह 4 rtरैंप फ़ंक्शन है 4 rt 3 जो उन्नत या विलंबित है पहले ही दिखा चुका है रैंप फंक्शन में ठीक है तो 4 rt 3 12 ut 3 तो यह उत्तर है यह उत्तर सही है यह कुछ स्रोतों पर विचार करते हुए RC सर्किट की चरणबद्ध प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा है तो थोड़ा सा विशेष रूप से वोल्टेज स्रोत को जानें कब लागू होगा सर्किट को हल करेगे थोड़ा सा विचार आवश्यक है तो इसीलिए तो यह एक साधारण सी बात है और हमने बताया कि इसे कैसे तोड़ा जाता है थोड़ी सी समस्या ज्यादा समस्या नहीं है इस पर अध्ययन करेंगे लेकिन सिर्फ जानने के लिए कुछ विचार दें इसलिए इसे इस तरह बनाया है कुछ उदाहरण ठीक है o r सिंग्लुरिटी फ़ंक्शन इस पाठ्यक्रम में विचार नहीं करेगा यह मूल अधिकार का थोड़ा सा ही है तो अगला RC सर्किट की चरण प्रतिक्रिया है Refer Slide Time 2611 अब चरण प्रतिक्रिया DC करंट या वोल्टेज स्रोत के अचानक आवेदन के कारण सर्किट की प्रतिक्रिया है क्योंकि यहां रूचि DC ट्रांसिएंट है और यह पहला ऑर्डर सर्किट है यानी r RC सर्किट या RL सर्किट है तो इस पाठ्यक्रम में RLC सर्किट या LC सर्किट पर विचार नहीं किया जाएगा दूसरे क्रम के सर्किट पर विचार नहीं किया जाएगा और इसलिए चरण प्रतिक्रिया एक dc करंट या वोल्टेज स्रोत के अचानक आवेदन के कारण सर्किट की प्रतिक्रिया है Refer Slide Time 2646 तो चित्र 39 यह चित्र 39 में है जो RC सर्किट दिखाता है जहां Vs एक निरंतर dc वोल्टेज स्रोत है यह वास्तव में RC सर्किट है यह RC सर्किट है और V s एक निरंतर वोल्टेज स्रोत है और एक है कैपेसिटर वह है जिसे शुरू में चार्ज किया जा सकता है शायद शुरू में चार्ज नहीं किया गया तो t के लिए 0 पर यह स्विच खोला गया था और उस पर t पर t 0 पर स्विच को 0 - के लिए 0 पर स्विच करने से ठीक पहले बंद कर दिया जाता है 0 और स्विच करने के ठीक बाद यह 0 सही होता है तो स्विच बंद है t के लिए 0 Refer Slide Time 2731 तो यह सर्किट यह यह सर्किट है और इसे दर्शाया जा सकता है क्योंकि यह एक RC सर्किट है इसे इस रूप में दर्शाया जा सकता है कि यह V s ut है स्रोत वोल्टेज यह है यह स्विच बंद है और इसे V s ut है n R और C के रूप में लिखा जा सकता है वास्तव में विचार t 0 की तरह है यूनिट स्टेप फ़ंक्शन को जानें t 0 ut 0 के लिए और t 0 ut 1 के लिए तो जब यह t 0 था तो यह वोल्टेज स्रोत पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया है ठीक तो सर्किट में कुछ भी नहीं दिख रहा है इसलिए उस स्थिति में ut 0 तो यहाँ भी यदि utut 0 है और हमारे t 0 ut 1 जब स्विच बंद होता है इसीलिए इसका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है इस सर्किट को इस तरह से दर्शाया जा सकता है V s ut पहले देखा है कि स्टेप फंक्शन यूनिट स्टेप फंक्शन है तो इसका मतलब है कि वोल्टेज चरण इनपुट के साथ एक RC सर्किट है Refer Slide Time 2832 तो मूल रूप से यह एक वोल्टेज स्टेप इनपुट है हमारा मतलब यहाँ से जब यह खुला है तो ठीक है लेकिन जैसे ही स्विच को बंद करें और यदि यह एक स्टेप इनपुट के रूप में जा रहा है तो इसीलिए यह वोल्टेज स्टेप इनपुट V s ut के साथ चित्र 39 का वह सर्किट है और यह धारा है यह धारा है i t सही है तो r को आगे बढ़ाने से पहले फर को आगे बढ़ने से पहले r को केवल एक चीज है कि धारा कि दिशा मैंने इस तरह ली है मान लीजिए अगर कोई यदि इसे ले उस नोड को इस तरह से यहां से लेता है तो पहले देखते हैं कि क्या i t KVL लागू कर रहा है तो यह r है n i t इस तरह दक्षिणावर्त दाएँ v दाएँ और V s दाएँ V s utcan लिख सकते है लेकिन t के लिए 0 यदि 0 और n ut it 1 दाएँ तो इसका मतलब है यह V R i t v बराबर 0 दायें होगा इसका मतलब है हमारा i t होगा V s v R से विभाजित जब t के लिए 0 तो यह बंद हो जाता है ut 1 ठीक है इसका मतलब हैi t यह दिशा यदि ले धारा दिशा को इस प्रकार से n यह एक होगा v V s बस इसे उलट दिया जाएगा यह V V s बटा r यह करंट है और इस तरफ मेरा मतलब है कि यह धारा अगर हम i1 कहे और यह पक्ष अगर इसे मूल रूप से लेता है तो i1 सही i t t हम यहां नहीं डाल रहे इसे अगर चाह सकता है और यह पक्ष सही कह सकता है इसका मतलब है my i c c d v बटा d t इसका मतलब है इस बिंदु पर मान लीजिए कि यह नोड A है मान लीजिए इस तरह बनाएं और हम इस बिंदु पर KCL लागू करते है तो इसका मतलब है हमारा i 1 t ra ये r i 1 हम i 1i c 0 बना सकते है इसका मतलब है हमारा V V s बटा Rc d v बटा d t 0 सभी दिशाओं को इस तरह लिया जाता है लेकिन अगर हम इस बिंदु पर KCL लागू करता हूं और इस दिशा में इस दिशा में करंट लेता हूं इस दिशा को बदलने पर मान लीजिए कि यह V V S और के लिए t 0 ut 1 होगा तो यह V s होगा है ना और इसका मतलब है इस समीकरण से इस सर्किट को हल करने का प्रयास करना होगा Glossary शब्दकोष English Word Word Meaning Current करंट विधुत धारा Resistance रेजिस्टेंस प्रतिरोधक Circuit सर्किट परिपथ Terminal टर्मिनल मार्ग Magnitudes मैग्निट्यूड परिमाण Aggregation एग्रीगेशन एकत्रीकरण